आज के लेक्चर में हम फाइल ओं जेनेटिक ट्री के निर्माण को डिस्कस करेंगे पिछली क्लास में हमने कंजर्वेशन के विभिन्न पहलुओं को समझा था तो कृपया पिछली क्लास का लेक्चर दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा था छात्र फ्रीक्वेंसी तो कंजर्वेशन से तात्पर्य क्या है छात्र रेसिड्यू कहां तक कंजर्व्ड हुआ है सही किसी भी प्रोटीन सीक्वेंस में अलग अलग होमोलोगाउज सीक्वेंस में विशेष रेसिड्यू की स्थिति अलग अलग जीवो में निर्धारित है या अलग है क्या यह सभी जीवो में उसी पोजीशन पर है या अलग अलग समय के आधार पर जीवो में भिन्न हो गई है तो यदि यह समान है तो हम यह मानते हैं कि यह रेसिड्यू एक विशेष स्थिति में कल कंजर्व्ड या संरक्षित हो गया है तो आप इसे कैसे समझेंगे और कैसे हल करेंगे इसको गुणात्मक रूप से कैसे ज्ञात किया जा सकता है इस रेसिड्यू का अलग अलग पोजीशन में कैसे सीक्वेंस में कंजर्वेशन होता है यह 2 स्टेप पर होता है पहला स्टेप क्या है छात्र फ्रीक्वेंसी हां पहले हम अमीनो एसिड रेसिड्यू की किसी विशेष पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी देखेंगे अब इस फ्रीक्वेंसी को स्कोर मैं परिवर्तित करते हैं फ्रिकवेंसी आफ अकुरेन्स को देखने के लिए अलग अलग तरीके हैं यह कौन कौन से तरीके हैं अनवेटेड फ्रिकवेंसी इस तरीके में हम किसी भी अमीनो एसिड और किसी भी सीक्वेंस को वेटेज या महत्व नहीं देते सभी अमीनो एसिड रेसिड्यू और सीक्वेंस को बराबरी से ध्यान देते हैं तो यह क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए विशेष उपयोगी है इस स्थिति में अधिकतर होमोलोगाउज फैमिली कंपेयर की जा सकती है जिनमें कई सारे सीक्वेंस और रेसिड्यूज एक से होते हैं तो इस तरह यह क्लोज़ली रिलेटेड सीक्वेंसेस के लिए विशेष उपयोगी है और दूसरी कौन सी विधि से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है छात्र अनवेटेड वेटेड फ्रीक्वेंसी अब यदि आप अलग अलग वेटेज या महत्व देते हैं तो यह किसी विशेष पोजीशन पर विशेष रेसिड्यू की उपस्थिति के लिए होगा अब हम किसी विशेष सीक्वेंस को विशेष बेटे जिया महत्व देंगे उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास कई सारे होमोलोगस सीक्वेंस हो जो आपस में क्लोज़ली रिलेटेड होऔर कुछ दूरस्थ संबंधित या डिस्टेंट रिलेटेड हो तो हम इन्हें वेटेज देंगे और इनकी सारी जानकारी को इंक्लूड करेंगे अब तीसरी विधि इंडिपेंडेंट काउंट विधि है यहां सीक्वेंस अपने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रेंडमली डिस्ट्रिब्यूटेड हैदेखते हैं और इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी के लिए इंडिपेंडेंट काउंट प्राप्त हो जाता है अब इस फ्रीक्वेंसी को स्कोर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तो हमने स्कोर काउंट की बहुत सारी विधियां डिसकस की थी बे क्या है छात्र एंट्रॉफी बेस्ड वेरिएशन बेस्ड और सम ऑफ पेअर विधि एंट्रॉफी विधि में किसी विशेष अमीनो एसिड रेसिड्यू की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं यह उस विशेष पोजीशन पर एमिनो एसिड की फ्रीक्वेंसी होती है जिसे लॉन्ग के द्वारा मल्टीप्लाई कर लिया जाता है वेरिएंट विधि में समान अमीनोएसिड रेसिड्यू की जानकारी अलग पोजीशन पर देख ली जाती है यह देखा जाता है कि यह अमीनो एसिड अपनी स्थिति कहां तक बनाए रहते हैं सम आफ पेअर विधि में हम इन पेयर्स को लेकर किसी मैट्रिक्स में डालते हैं आप किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल आइज करते हैं और दूसरे रेसिड्यूज के साथ समान रेसिड्यू को महत्व देते हुए तुलना करते हैं तो हमें कंजर्वेशन प्राप्त हो जाता है अब हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करते हैं हम विभिन्न नॉर्मलाइजेशन विधियों को डिस्कस करते हैं जिनके द्वारा स्कोर को नोर्मलिज़ किया जाता है एंट्रॉफी की विधि में यदि कोई रेसिड्यू किसी विशेष स्थान पर उपस्थित है तो स्कोर क्या होगा छात्र0 सही क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक है तो एक का लोगरिथमिक वैल्यू 0 है तो हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा वेरिएबल वन के लिए नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है आप 0 से 1 के लिए नॉर्मल आईज कर सकते हैं 1 एवरेज वैल्यू देख सकते हैं तो हमने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बात की थी वे कौन से हैं और कंजर्वेशन स्कोर कैसे प्राप्त किया जा सकता है छात्र जीरो AL 2 CO Consurf एलाइनमेंट यह AL2CO serverसे प्राप्त होता है मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट को इस तरह प्राप्त कर सकते हैं और स्कोर दे सकते हैं यहां सारे ऑप्शन है आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं consurf लिए स्कोर कहां से प्राप्त हो सकता है छात्र PDB आप PDB ID देकर सारे सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं और सभी एलाइनमेंट कर सकते हैं अब कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं तो यदि आपके पास यह सीक्वेंसेस है तो इनमें से कौन से आपस में क्लोज हैं और यह अलग अलग जीवो में एक सीक्वेंस से दूसरे में परिवर्तित होते हैं तो इस स्थिति में आप एक ट्री का निर्माण करते हैं इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं यह फाइलोजेनी कहलाता है यह पेड़ के रूप में बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का प्रदर्शन करता है उदाहरण के तौर पर यदि आप ह्यूमन जीनोलॉजी देखें तो हम यहां दादा दादी या नाना नानी देखेंगे तो उनके कई बच्चे यहां आप अपने पिता यह माता फिर उनके बच्चे जो हम हो सकते हैं हमारे भाई या बहन हो सकते हैं देखेंगे यहां आपके पास और भी अलग चीजें हैं यहां हमें माता पिता की और संतान उनकी संतान इस तरह संबंध प्राप्त होता जाएगा इस तरह हम ट्री रिलेशनशिप बना सकते हैं संबंधों को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर यदि हम यह समझे कि जिन जीवो के समान अंग है और जो सामान दिखते हैं उनका संबंध दिखाया जा सकता है जैसे हम यहां पर एक परिवार के सदस्यों का संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं किसके द्वारा हम दादी या नानी के साथ अपने बच्चे का संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसा हम कई पीढ़ियों तक दिखा सकते हैं हम यहां पर यह भी बता सकते हैं की बच्चा अपने मां दादा दादी नाना नानी या बुआ मौसी अभी किस से मिल रहा है यह देखने के अलग अलग तरीके होंगे जैसे आकार के रूप में अंगों के रूप में या कह सकते हैं कि समय के रूप में जैसे यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मैं लंबे समय तक होने वाली समानता हो सकती है इस तरह समझने के लिए तो अलग अलग पहलू है पहला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का समय और दूसरा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरह संबंधित है तो यदि आप क्लोजली रिलेटेड संबंधियों को देखें तो आपको ज्यादा समानता दिखाई देगी किन्तु यदि यह संबंध दूर के हैं तो समानता कम दिखाई देगी इसी तरह से आप फाइलोजेनी देख सकते हैंयह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर बनाई जाती है जिनके द्वारा समानता दिखाई दे सकती है यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने इन्हें कैसे वर्गीकृत किया है अब हम देखते हैं की फाइलोजनेटिक एनालिसिस क्या है यह उत्परिवर्तन संबंधोंको समझने के लिए है कैसे अलग जीवो के समान अंग कैसे हो सकते हैं उनके आपस में कैसे सीक्वेंस बन सकते हैं जैसा हमने पहले डिस्कस किया तो संबंधों को दर्शाने के लिए पेड़ की तरह रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है या हमें उत्परिवर्तन संबंध या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स समझाते हैं संबंधों को दर्शाने के लिए कई तरीके होते हैं परंतु यह आसान विधि है उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहना चाहेA औरB एक दूसरे से संबंधित है B और C एक दूसरे से संबंधित है A और D एक दूसरे से संबंधित है तो हम इन्हें अलग तरीके से समझाएंगे किंतु इसे ट्री या पेड़ की तरह प्रदर्शित करना आसान होगा तो हम यहां ऐसे जीवो को को प्रदर्शित करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा समानता हो और यह आपस में क्लोज़ली रिलेटेड हो तो इस स्थिति में जो आपस में ज्यादा संबंधित हो उन्हें पास पास रखा जाएगा इस तरह हम आसानी से यह समझ पाएंगे की कौन से जीव आपस में ज्यादा संबंधित हैं तो डाटा की उपलब्धि के अनुसार टक्सॉनॉमिस्ट ट्री का निर्माण करते हैं वे फिनो टाइप को लेकर इस तरह के ट्री रिलेशनशिप बताते हैं अब यदि जीनोटाइप लिया जाए तो हमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है जो हम यहां देख रहे हैं उन्होंने अलग अलग सिस्टम के आधार पर रिलेशन बताना चाहा उन्होंने लाइट डिटेक्टिव ऑर्गन जैसे आंख के आधार पर किंतु यहां उपयोगी ना हो सका क्योंकि यह मनुष्यों से लेकर फ्लाई मोलस्क और अन्य में भी होती है तो फिर उन्होंने अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जैसे सीक्वेंसेस जो समान है और जीव जो आपस में मिलते जुलते हैं को लेकर ट्री का निर्माण किया तो क्योंकि अब प्रोटीन और डीएनए के अलग अलग सीक्वेंस आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और विश्वसनीय हैं तो इनका उपयोग अलग अलग जीवो में संबंध को दिखाने में उपयोग हो सकता है आप कहां डीएनए सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं छात्र जीन बैंक GenBank EMBL या DDBJ और भी तरह से आप प्रोटीन सीक्वेंसेस कहां से प्राप्त कर सकते हैं छात्रUniProt UniProt यह एक विशेष रिसोर्स हैयहां पर प्रोटीन सीक्वेंसेस प्राप्त हो जाते हैं तो हम अलग अलग जीवो के डिफरेंट सीक्वेंसेस प्राप्त कर सकते हैं यह बहुत रिलायबल होता है इनका उपयोग आसानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझा जा सकता है तथा यह देखा जा सकता है की एक और जीव के सीक्वेंसेस दूसरे जीव से कितने अलग या कितने मिलते हैं तो यदि हमारे पास सीक्वेंसेस हो तो हम ट्री का निर्माण कर सकते हैं जिसके द्वारा किसी जीन या जीव का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखा जा सकते हैं इसके लिए कम से कम 3 या इससे ज्यादा जींस की जरूरत होती है उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी जीव की बात करें तो A B C या इससे ज्यादा जींस देखेंगे यदि ए और बी एक दूसरे से कुछ परिवर्तन के साथ मिल रही है यदि यह दो अमीनो एसिड चेंज है और बी और C भी आपस में समान है और 5 अमीनो एसिड डिफरेंट है तो कह सकते हैं कीA औरC आपस में संबंधित हो सकती हैं उदाहरण के तौर पर यदि10 अमीनो एसिड डिफरेंस हो तो आप 3केस देखेंगे ए बी और C और देखेंगे कि कौन आपस में ज्यादा संबंधित है यहां A औरB आपस में ज्यादा क्लोज है क्योंकि इनमें केवल दो रेसिड्यू मिसमैच है इसी तरह से यदि आपके पास ज्यादा नंबर का डाटा हो 3 या ज्यादा न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड का अंतर हो तो आप यह देखेंगे कि यह किस तरह संबंधित है कौन से दो आपस में ज्यादा संबंधित है यह डायवर्जेंस कहां तक है यह आपके द्वारा एस्टीमेट की गई वेरिएशन पर निर्भर करता है यह कन्वर्जेंस के रूप में किस तरह से परिवर्तित है एक जीव से दूसरे जीवमैं परिवर्तन मैं कितना समय लगा यह डायवर्जेंस देख कर पता चल सकता है अब आप इनके कॉमन पूर्वज का स्वभाव या प्रकृति देखेंगे अब यदि आप ट्री बनाएं तो आप देखें की कॉमन पूर्वज कौन है उदाहरण के तौर पर यहांA और B आपस में पास है तो इनके पूर्वज एक समान होंगे इसे हम फाइलो जेनेटिक ट्री बनाकर देख सकते हैं तो इसे कैसे बनाएं यहां मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं जैसे यदि यहांD कॉमन पूर्वज हो तो यहां से ट्री बनेगा यह नंबर 5 सेC तक फिर यहां3 और4 होगा यहां से ए और फिरI और II होगा जब यदि आप ट्री बनाएं उदाहरण के तौर पर A औरB के तमाम पूर्वज है तो आप यहां देखेंगे कि यह आपस में पास पास है छात्र I II III और IV I औरII आपस में क्लोज है औरIII औरIV आपस में क्लोज हैं किन्तु चारों को आपस में क्लोज होने में वक्त लगेगा परंतु इनकी अपने समान पूर्वजC से समानता है यह आपस मेंD पॉइंट पर कनेक्ट है तो जब आप दो अलग पहलू लेकर बनाते हैं तो हमें केवल बिंदु मिलती हैं जिन्हें मिलाकर हम रेखाएं बना सकते हैं तो यह रेखाएं शाखा या ब्रांच बनाती है और बिंदु नोड्स को प्रदर्शित करती हैं तो आप यहां नोड्स और ब्रांचेज देख सकते हैं यहां अलग अलग तरह की बिंदु है दो अलग तरह के सरकल है और आप कुछ नोड्स अंदर की तरफ भी देखेंगे यहां पर खुला सरकल भी है तो यहां पर दो सर्कल तो अलग पहलुओं को बताते हैं एक आखिरी में एक शाखा की टिप पर इसे टर्मिनल नोड्स कहते हैं आप जीन या दूसरे जीव या कोई सीक्वेंस देख सकते हैं इस तरह यहां पर डाटा और जानकारी उपलब्ध है और हम दूसरे डॉट अंदर की तरफ नोड देख सकते हैं जो कॉमन पूर्वज बताते हैं किंतु हम यूनीप्रोत और डीडीबीजे डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते हम सीक्वेंस को देखते हैं जो हमें यहां प्राप्त होती हैं इनमें कौन से दो कॉमन है और कौन से समय के साथ एक हो गए नहीं पता कर सकते तो जब आप इस तरह के ट्रीदेखेंगे तो आप यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन से जीव आपस में ज्यादा संबंधित है और कौन से पहले उत्पन्न हुए होंगे तथा दूसरे के उत्पन्न होने में कितना समय लगा होगा तो यदि हमारे पास इस तरह के ट्रीज है तो यह दो तरह के होंगे उदाहरण के तौर पर यदि हम यहांनोड देखें तो इसकी दो ब्रांच है कुछ केस मैं यह तीन और कुछ मैं यह चार हैं तो यदि यह दो है तो इन्हें bifurcating कहेंगे और यदि कई सारी शाखाएं है तो multifurcating कहेंगे इस तरह से यह दो हैं उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास तीन या चार है तो हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसका एक और पहलू है कि कुछ केस में आपको यह पता है की एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण में कितना समय लगा पिंटू कुछ केस में आपको यह नहीं पता है तो यहां आपको स्केल्ड ट्री और unscaled ट्री से पता चल सकता है यदि आप100 या 1 0 000 सालों को ले तो आप इसे स्केल कर सकते हैं और स्केल ट्री बना लेंगे और यदि यदि आपके पास समय का ज्ञान नहीं हो तो आप unscale ट्री बनाएंगे तो अब आप ट्री बना सकते हैं यदि यह ट्री बहुत बड़ी बन रही हो तो आप इसे सिंपल कर सकते हैं आप विशेष नोटेशन जैसे ब्रैकेट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप parentheses या ब्रैकेट लिखते हैं तो यह फॉर्मेट Newick format कहलाता है Newick formatकैसे लिखा जाता है उदाहरण के तौर पर इस ट्री मैं I औरII रिलेटेड है औरIII औरIV आपस में पास है यह NODE A है यहां पर यह पास है यह B नोड है यहां पर यह दोनों पास है तो अब हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के पास है अगला नंबरV है यह अकेला है यहां यह5 है यह आपस में संबंधित है तो आप एक दूसरा ब्रैकेट देखेंगे और यहां पर यह फॉर्मेट होगा तो हम इंटरनल ब्रैकेट पर जाएंगे और दूसरा ट्री बना सकेंगे उदाहरण के तौर पर I औरII कनेक्टेड हैं III औरIV कनेक्टेड है और यह दोनों V से कनेक्टेड है तो एक फॉर्मेट होता है जिसे आप लिख सकते हैं आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसेNewick format कहते हैं हमारे पास ट्री है जिसमें नोड्स है औरब्रांचेज भी है नोड्स दो तरह की होती है टर्मिनल और इंटरनल टर्मिनल नोड्स जींस या जीव को प्रदर्शित करती हैं इंटरनल नोड्स कॉमन पूर्वज के बारे में जानकारी देती है यह हमें ट्री बनाने से समझ आता है इसके साथ ही दो तरह के ट्री के बारे में जानकारी मिली यह स्केल और un स्केल प्रकार के होते हैं यह क्रमशःसमय की जानकारी के आधार और जानकारी ना होने के आधार पर बनाए जाते हैं इनकी ब्रांच के आधार पर यह द्विशाखित या बहुशाखित होते हैं इन्हें विशेष फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है इसेNewick formatकहते हैं अब दूसरे तरह के ट्री समझते हैं यहां रूटेड और अनरूटेड प्रकार के होते हैं यह क्या है रूटेड अर्थात जिसमें सिंगल नोड हो इसमें कॉमन पूर्वज होते हैं तो इस स्थिति में हमें पूर्वज की वंशावली का ज्ञान होता है किंतु हमें संबंध का ज्ञान नहीं हो पाता किन्तु यहां पर पूर्वज पता है और आपके पास पाथ या रास्ता है जो यह ट्री बनाता है और सभीI II III IV V है अंत में आपके पास विशेष समय का भी ज्ञान है तो यह रूटेड ट्री है यहां पर सिंगल नोड है जो कॉमन पूर्वज बताती है अनरूटेड ट्री मैं हमें संबंधों का पता रहता है किंतु डायरेक्शन नहीं पता होता है जैसे I औरII आपस में औरIII औरIV आपस में संबंधित है तथाV ही संबंधित है किंतु यह कहां से शुरू हुआ और कहां अंत होगा इसे समझा नहीं पाते अब यह आपस में संबंधित है उदाहरण के तौर पर यदि आप लोगों का समूह देखें जो आपस में समान दिखते हैं तो यह आपस में संबंधित हो सकते हैं किंतु हम यह नहीं कह सकते की इनके पूर्वज तीसरी चौथी या पांचवी जनरेशन में समान थे कुछ केस में हमें लोगों के जनरेशन का संबंध मालूम रहता है तो दोनों ही स्थितियों में genealogyका अंतर देखा जाएगा और रूटेड और अन रूटेड ट्री का निर्माण किया जाएगा उदाहरण के तौर पर यदि तीन स्पीशीज है I II III तो है कितनी बार रूटेड और कितनी बार अनरूटेड ट्री बना सकते हैं यदि आपके पास तीन स्पीशीज है और यदि अनरूटेड ट्री बनाएं तो हमें कॉमन पूर्वज का पता नहीं चलेगा इस स्थिति में यदि आप इसे बनाते हैं तो केवल एकट्री बनेगा क्योंकि हमें पूर्वजों के बारे में नहीं पता है किन्तु रूटेड ट्री में पूर्वज के बारे में पता रहता है यहI याII याIII हो सकता है इस तरह आपका ट्री कंस्ट्रक्शन 3 तरह से हो सकता है जैसे यहां 3 तरह से बताया गया है तो यहां पर 3 अलग तरीके से रूटेडट्री बनाए गए हैं यहां आप पूर्वज के बारे में सोच सकते हैं इसी तरह यदि आपके पास तो डाटा है आप कितने अनरूटेड और रूटेड ट्री बना सकेंगे एक रूटेड और एक अनरूटेड और यदि यदि आपके पास तीन डाटा हो तो तीन रूटेड और एक अनरूटेड ट्री बना सकेंगे यदि 4 डाटा हो तो15 रूटेड और 3 अनरूटेड ट्री बन सकते हैं तो यह इक्वेशन का उपयोग कर रूटेड और अनरूटेड ट्री का जीवो के आधार पर कैलकुलेशन किया जा सकता है तो n स्पेशल का नंबर है हम2n 3 फ़ैक्टोरियल डिवाइडेड by 2n 2 n 2 फ़ैक्टोरियल तो इस इक्वेशन पर रूटेड और अनरूटेड ट्री के नंबर लिख कर फिट किए जा सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि3 डाटा हो तो कितने रूटेडट्री होंगे Student 6 minus दो सही तो 3 2 1 यहां 1 1 1 तो यह3 3 1जो 1 एक के बराबर है तो यहांn 3 होगा तो रूटेड ट्री का नंबर 3 होगा इसके इक्वेशन को उपयोग कर सकते हैं इस तरह यदि आप अनरूटेड ट्री कहें तो n 3 तोN u 1 होगा इस इक्वेशन को हम 4 डेटा और5 डेटा मे भी उपयोग कर सकते हैं यह प्रश्न एक बार gate एग्जाम में भी पूछा गया था तो रूटेड और अनरूटेड ट्री के नंबर कैसे relate कर सकते हैं